Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture 28 Capacitors Inductors Contd तो हम एक और उदाहरण लेंगे फिर हम इंडक्टर्स की ओर बढ़ेंगे Refer Slide Time 0025 तो यह निम्न समीकरण द्वारा वितरित वोल्टेज पल्स का एक और उदाहरण है जो 05 माइक्रो फैराड के टर्मिनलों पर प्रभावित होता है तो और इसे 0 के बराबर t से कम के लिए vt 0 वोल्ट दिया जाता है यह 0 से कम है तो यह 0 और 1 सेकंड के बीच में t के लिए 4 t वोल्ट है और जब t 1 से बड़ा है तो यह 4 e t 1 वोल्ट है लेकिन यहाँ हमारा मतलब 1 और अनंत के बीच में है Refer Slide Time 0109 vt कुछ समय के लिए 0 वोल्ट है जब कि यह 0 से कम नहीं है और 4 t वोल्ट 20 0 से अधिक 1 से कम है और 4 e t 1 के लिए t अनंत से 1 कम है Refer Slide Time 0122 तो संधारित्र वर्तमान शक्ति और ऊर्जा के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए यह पहली बात है ऊर्जा को समय के कार्य के रूप में स्केच करें फिर उस समय के अंतराल को निर्दिष्ट करें जब संधारित्र में ऊर्जा संग्रहीत की जा रही हो और समय के अभिन्न को निर्दिष्ट करें जब संधारित्र द्वारा ऊर्जा वितरित की जाती है Refer Slide Time 0144 और पूर्णांकों का मूल्यांकन करें 0 से 1 पीडीटीपी शक्ति है और 1 अनंत pdt के लिए और उनके महत्व पर टिप्पणी करते है Refer Slide Time 0157 यह समीकरण 5 से है कि i C dvdt C को 05 माइक्रो फैराड दिया गया है जो कि 05 10 6 फैराड है कैपेसिटर करंट के लिए t एक्सप्रेशन दिया गया है क्योंकि हमारा मतलब है कि प्रत्येक इंटीग्रल के लिए C dvdt लागू करें तो पहले केस वोल्टेज 0 था तो C हमारा dv dt 0 तो यह 0 से कम t के लिए 0 है और फिर दूसरे मामले में 0 और 1 vt 4 t के बीच है अतः यदि इसके संबंध में अवकलज लें तो 4 होगा और C से गुणा किया जाएगा Refer Slide Time 0224 तो यह 2 माइक्रो एम्पीयर होगा क्योंकि 10 कि पावर 6 यहां है जो कि 1 से कम 0 से अधिक है और तीसरा 4 यहां दिया है इसे 4 में दिया गया था 1 इसका व्युत्पन्न लें C dvdt और इसलिए यह 05 होगा जो कि घात के लिए 10 है - C जो कि फैराड में C का मान 4 e t 1 तो यह होगा 2 e t - 1 यह माइक्रो एम्पेयर है t के लिए इसका मान 1 से ज्यादा अन्नंत से कम होगा तो उस पॉवर से पॉवर की अभिव्यक्ति v i तो यह हमारा v हम इसे चिह्नित नहीं कर रहे है यह अपने आप समझ में आता है कि v i तो v 0 4 t 0 से कम है इसलिए यह 0 वाट होना चाहिए और फिर v 4 t और i 2 माइक्रो एम्पीयर जिसे 2 माइक्रो एम्पीयर कहा जाता है इसे t के लिए लिखा जाता है 0 से कम 1 होगा तो गुणा 2 से यह 8 t माइक्रो वाट होगा यह माइक्रो वाट में है और इसी तरह एक और भी हैं Refer Slide Time 0336 आखिरी वाला 4 e t 1 होगा जो आपका vt करंट 2 e कि पावर 2 सॉरी टी 1 है तो बस गुणा करें यह होगा 8 e से पावर 2 t - 1 तो यह माइक्रो वाट है t के लिए अनंत से 1 से कम यह पॉवर है ऊर्जा अभिव्यक्ति इस प्रकार है कि सीधे हमारे व्हाट्स कॉल समीकरण 10 से प्राप्त करें तो आधी श्रृंखला 2 ऊर्जा तो पहला v h 0 है तो यह 0 है दूसरा मामला हमारे v का जो हमारे 4 t को दिया गया था Refer Slide Time 0413 तो बस C 05 10 को पावर - 6 फैराड के लिए सरल करें इसलिए आधा C v 2 सामान्यिक्र्त करेगा 4t2 माइक्रो जूल मिलेगा हमारा यह मान हमारा है यह हमारे कुछ मानो से कम होगा यहाँ यह इसके बराबर है हम इसे ठीक कर रहे है और तीसरा वाला यहाँ आधा C v2 यह पॉवर के लिए 4 e बन जाएगा 2 t 1 माइक्रो जूल ये सभी माइक्रो के लिए केवल हमने इसे एक साधारण चीज के लिए किया है तो यह हमारा व्हाट्स कॉल ऊर्जा समीकरण है अब हम इसे स्पष्ट कर दे तो चित्र 7 ऊर्जा फलन का प्लॉट दिखाता है तो 1 है 4 t 2 माइक्रो जूल इसलिए ऐसा लगता है कि पहला भाग 0 से 1 तक होगा इसलिए यह परबोला जैसा दिखता है और फिर 4 e कि पावर 2 t 1 माइक्रो जूल इसलिए यह तेजी से क्षय होगा Refer Slide Time 0508 तो यह पक्ष माइक्रो जूल के संदर्भ में W है और इस समय यह समय है हमारा x अक्ष यहाँ हमारा समय दूसरा है यदि प्लॉट यह 4 t 2 तक है और फिर यहाँ हमारा क्या कहना है कि यह दूसरा हिस्सा t से अधिक 1 से कम है अनंत की तुलना में तो यह हमारा 4 e इस भाग 4 e से पॉवर 2 t 1 यह भाग 4 t 2 है और यह भाग 4 e से पॉवर 2 आपका t 1 है तो यह आपका ऊर्जा प्लॉट फंक्शन प्लॉट है Refer Slide Time 0547 अब ऊर्जा दूसरी बात यह है कि जब भी पॉवर धनात्मक होती है तो संधारित्र में ऊर्जा संचित होती रहती है इसका मतलब है जब पॉवर सकारात्मक होती है तो ऊर्जा संग्रहित की जा रही है इसलिए यदि पावर एक्सप्रेशन p की बात करें तो वह 8 t माइक्रो वॉट है तो यह सकारात्मक है कि ऊर्जा का भंडारण किया जा रहा है और जब शक्ति ऋणात्मक होती है जब t अनंत से 1 से कम होती है तो यह नकारात्मक होती है इसका मतलब है कि विधुत वितरित हो रही है तो यहाँ हमारी ऊर्जा संधारित्र में संग्रहित की जा रही है जब भी पॉवर सकारात्मक होती है इसलिए ऊर्जा 0 से 1 सेकंड के अंतराल में संग्रहीत की जा रही है और जब भी शक्ति नकारात्मक होती है तो संधारित्र द्वारा ऊर्जा वितरित की जा रही है इस प्रकार 1 सेकंड से अधिक सभी t के लिए ऊर्जा वितरित की जा रही है Refer Slide Time 0629 तो अब अगला pdt का एकीकरण है तो यह वह है यदि समय अंतराल से जुड़ी ऊर्जा अभिन्न पर सीमा के अनुरूप है तो इस प्रकार पहला इंटीग्रल कैपेसिटर में संग्रहीत ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि अगर देखें कि यह 0 से 1 pdt दिया गया है जो कि p के बीच में है तो सकारात्मक है Refer Slide Time 0646 इसलिए यदि यह हमारा pdt को pdt दिया गया है और p v i हमारे पहले p v i दिया है तो यह हमारा माइक्रो वाट 8 t है तो यहाँ अगर देखें कि यह ऊर्जा संग्रहीत की जा रही है तो इसलिए जब भी दूसरे इंटीग्रल में कैपेसिटर द्वारा 1 सेकंड के अंतराल में अनंत तक लौटाई या वितरित की गई ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए जब 0 से 1 pdt यह 0 से 1 8 t dt इंटीग्रेट होता है तो यह निश्चित इंटीग्रल में होता है 4 माइक्रो जूल और 1 से अनंत तक मिलेगा जब यह 1 से अनंत तक होगा और उस स्थिति में 8 e कि घात 2 t तो एकीकृत और सरलीकरण मिलेगा 4 माइक्रो जूल तो संग्रहीत ऊर्जा ऊर्जा वितरित की जाती है इसलिए यह वहां मेल खाता है Refer Slide Time 0743 इसलिए संधारित्र पर लागू वोल्टेज हमारी सीमा के बिना समय बढ़ने पर 0 पर वापस आ जाता है इसलिए इस आदर्श संधारित्र द्वारा लौटाई गई ऊर्जा संग्रहीत ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए तो यह वही है जो हमारी समझ के लिए इस उदाहरण को लेते हैं तो अगला हम इनडकटर्स Refer Slide Time 0803 तो उसके बाद हम अपने पहले ऑर्डर सर्किट में चले जाएंगे तो प्रेरक तो इनडकटर्स करने वाला बस कि तरह दिखता है Refer Slide Time 0813 एक इनडकटर विद्युत हमारा विद्युत घटक है जो हमारे संदर्भ समय 0825 भौतिकी के बारे में थोड़ा सा विद्युत प्रवाह में किसी भी बदलाव का विरोध करता है तो यह हमारे सहायक कोर के चारों ओर तार कोईल के तार से बना है जो यह चित्र है यह चित्र 18 में है जिसकी सामग्री चुंबकीय या गैर चुंबकीय हो सकती है इसलिए यह कुंडल वाउनड है और यह मूल सामग्री है तो इसे स्पष्ट कर दे तो यह हमारे चित्र में है Refer Slide Time 0847 इनडकटर्स कि तरह व्यवहार मूल रूप से चुंबकीय क्षेत्र घटना पर आधारित होता है Refer Slide Time 0852 तो चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत यहाँ है जो गति में आवेश को कहते हैं जो कि धारा dq बटा dt या गति में वर्तमान आवेश है जो कि i dq बटा dt हमारी धारा है यदि वर्तमान समय के साथ बदल रहा है तो पता है कि चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदल रहा है इसलिए एक समय बदलता चुंबकीय क्षेत्र इस क्षेत्र से जुड़े किसी भी कंडक्टर में वोल्टेज उत्पन्न करता है इंडक्शन के सर्किट पैरामीटर का सर्किट पैरामीटर प्रेरित वोल्टेज को करंट से जोड़ता है यह सामान्य रूप से हमे पता है कि v L dy by dt जो कि उस पर आ जाएगा तो हम इसे यहाँ स्पष्ट कर दे Refer Slide Time 0942 इसलिए यदि करंट को एक प्रारंभ करने वाला से गुजरने दिया जाता है तो यह पाया जाता है कि प्रारंभ करने के पार वोल्टेज धारा के परिवर्तन की समय दर के सीधे आनुपातिक है तो पैसिव साइन कन्वेंशन v L didt का उपयोग करेगे Refer Slide Time 0954 मान लीजिए यह समीकरण 20 है जहाँ L आनुपातिकता का स्थिरांक है जिसे इनडकटेंस कहा जाता है इनडकटेंस की इकाई हेनरी है और इनडकटेंस संपत्ति है Refer Slide Time 1007 तो वह इनडकटेंस वास्तव में वह संपत्ति है जिसके द्वारा एक प्रारंभ करनेवाला हेनरी में मापी गई धारा के परिवर्तन के विरोध को प्रदर्शित करता है तो यह वास्तव में हमारा क्या है हमारी बहुत सी चीजों में से थोड़ा सा पता है कि यह सरल बात है लेकिन सिर्फ इस परिचय को शुरू करने के लिए हमने इसे इतना कम लिखा तो हम इसे स्पष्ट कर दे ताकि प्रेरकों के लिए सर्किट प्रतीकों को चित्र 9 में दिखाया गया है जिसमें निष्क्रिय संकेत का पालन किया गया है Refer Slide Time 1041 यह एक हमारा यह e यह प्रारंभ करनेवाला का संकेत है जब यह एयर कोर होता है तो यहां यह लिखा जाता है कि यह एक एयर कोर है जब यह प्रतीक होता है तो यह लोहे का कोर होता है यह लिखा जाता है कि यह लोहे का कोर है जब यह चर चिन्ह होता है तो तीर होता है यह परिवर्तनशील लौह कोर होता है तो हमरा प्रतीक है जो हमारे प्रारंभ करने वाला को प्रेरक कहते हैं इसलिए ऐसा तब होता है जब इस तरह लिखते हैं यह वायु कोर है जब 2 बार बनाते हैं तो यह लोहे का कोर होता है और यदि यह एक चर लोहे का कोर है तो 2 बार और फिर तीर बनाएं तो यह प्रारंभ करने वाला का प्रतीक है इसलिए मुझे इसे यहाँ स्पष्ट करने दे Refer Slide Time 1125 तो समीकरण 20 जो कि v L didt है जो एक प्रारंभ करनेवाला के लिए साथ के लिए वोल्टेज है तो यह आंकड़ा 20 एक प्रारंभ करनेवाला के लिए ग्राफिक रूप से संबंध दिखाता है जिसका अधिष्ठापन विधुत धारा से स्वतंत्र है Refer Slide Time 1140 संधारित्र की तरह ही यह कैसा दिखेगा R C dvdt ऐसे प्रारंभ करनेवाला को रैखिक प्रारंभ करनेवाला के रूप में जाना जाता है जब प्रारंभ करनेवाला स्वतंत्र होता है तो L वर्तमान से स्वतंत्र होता है तो यह पक्ष v y अक्ष है x अक्ष didt है और सरल सीधी रेखा है मूल और यह ढलान है कि L ढलान वास्तव में इस मामले में प्रारंभ करनेवाला है तो L I करंट का कार्य नहीं है इसलिए यह एक आवश्यकता है तो यह रैखिक प्रारंभ करनेवाला है इसलिए यह वोल्टेज का विधुत धारा संबंध सरल है Refer Slide Time 1214 अब यदि v L didt अर्थात di 1L v dt लिख सकते हैं तो यह समीकरण 21 है अब अगर एकीकृत हो तो यह 1L होना चाहिए t v dt vt dt vt के लिए अनंतता का कार्य है यह समीकरण 22 है इसलिए यदि कैपेसिटर यहाँ समान है तो इसे एकीकृत करते हैं और यह 1L t 0 to t vt dt प्लस होगा यह 0 जो समीकरण 20 3 है जहाँ यह 0 है Refer Slide Time 1242 जैसे संधारित्र भी कुछ इसी की व्याख्या करता है कि बीच में कुल धारा अनंत t से अधिक अनंत से कम t 0 और i अनंत हमेशा 0 लेता है Refer Slide Time 1258 तो i अनंत 0 बनाने का विचार व्यावहारिक और उचित है क्योंकि वे पहले एक समय में ऐसा होना चाहिए जब प्रारंभ करनेवाला में कोई विधुत धारा नहीं थी तो यह हमारा है यह केवल अतीत का इतिहास है इसलिए कुछ समय में प्रारंभ करनेवाला में कोई धारा नहीं थी तो यह इस तरह की धारणा के लिए बहुत व्यावहारिक है इसलिए i अनंत इसे 0 के रूप में लें और प्रारंभ करनेवाला को दी गई शक्ति p v I होगी Refer Slide Time 1325 तो v L didt i तो यह समीकरण 24 है Refer Slide Time 1332 संग्रहीत ऊर्जा यह है कि w अनंत से t pdt यानी अनंत से t L didt i और यदि इस 1 को एकीकृत किया जाए तो यह मूल रूप से L अनंत से t i vi होगा तो वह आधा Li 2 t - आधा Li 2 अनंत है जो कि कि हमारे i अनंत 2 यह समीकरण 25 है लेकिन अभी देखा है कि i अनंत 0 क्योंकि यह 0 i अनंत है इसलिए संग्रहीत ऊर्जा आधा Li 2 यह समीकरण 26 साधारण बात है Refer Slide Time 1414 तो समीकरण 20 का अर्थ है यह समीकरण 20 एक प्रारंभ करनेवाला के महत्वपूर्ण गुणों का पालन कर रहा है जैसे संधारित्र भी कुछ चीजो को हल कर सकता है तो यह उसी तरह से शुद्ध प्रारंभ करनेवाला दिखाई देगा जो कि v समीकरण 20 v L didt है अतः समीकरण 20 में यह देखा जा सकता है कि जब धारा स्थिर होती है क्योंकि v L didt यदि i स्थिर है तो didt 0 इसलिए एक प्रारंभ करनेवाला में वोल्टेज 0 है इस प्रकार एक प्रारंभ करनेवाला dc के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है तो कब हल होगा संख्यात्मक अध्ययन कि अवस्था की स्थिति मान लीजिये कि प्रारंभ करनेवाला dc के लिए यह शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है Refer Slide Time 1453 दूसरा एक प्रारंभ करनेवाला के लिए विधुत धारा तुरंत नहीं बदल सकती है Refer Slide Time 1459 तो इस मामले में समीकरण 20 के अनुसार जो कि v L didt है धारा में एक प्रारंभ करने वाले के लिए एक असंतत परिवर्तन है जो कि एक अनंत वोल्टेज की आवश्यकता होती है जो मूल रूप से संभव नहीं है इस प्रकार एक प्रारंभ करने वाला इसके माध्यम से धारा में अचानक परिवर्तन का विरोध करता है उदाहरण के लिए एक प्रारंभ करनेवाला के माध्यम से करंट चित्र 21a में दिखाया गया है हम अब उस पर आयेगे जबकि प्रारंभ करनेवाला धारा चित्र 21 b में दिखाया गया रूप नहीं ले सकता है वास्तविक अवस्था की की स्थिति के कारन इसे रोकना पड़ेगा Refer Slide Time 1534 इसका मतलब है इस तरह के परिवर्तन के लिए प्रेरक के लिए यह ठीक है लेकिन यहाँ अचानक अचानक यह सीधे यहाँ से 0 पर गिर रहा है ऐसा नहीं है यह वास्तविक अवस्था में संभव नहीं है तो इस तरह से असंतत संभव नहीं है इसलिए इसे प्रारंभ करनेवाला के माध्यम से धारा दी जाती है इसकी अनुमति नहीं है लेकिन इस तरह की चीज की अनुमति नहीं है और प्रेरक में अचानक परिवर्तन संभव नहीं है Refer Slide Time 1559 हालाँकि एक प्रेरक में वोल्टेज में अचानक बदल सकता है अगला 1 एक आदर्श प्रेरक है जो ऊर्जा का प्रसार नहीं करता है प्रेरक में संग्रहीत ऊर्जा को बाद में पुनः प्राप्त किया जा सकता है यह वही अवस्था है जो संधारित्र जैसा है जो कुछ भी पहले देखा है हमने प्रेरक ऊर्जा का भंडारण करते समय सर्किट से पॉवर लेता है और हमारी पहले से संग्रहीत ऊर्जा को वापस करते समय सर्किट को पॉवर प्रदान करता है Refer Slide Time 1629 इसलिए यदि व्यावहारिक और गैर आदर्श प्रेरक में एक महत्वपूर्ण प्रतिरोधक घटक होता है तो हमारे तथ्य के कारण इसका महत्वपूर्ण प्रतिरोधक घटक होता है कि प्रेरक हमारे कॉल संवाहक सामग्री जैसे तांबे से बना होता है जिसमें कुछ प्रतिरोध होता है और एक घुमावदार केपेसीटेन्स भी होता है कंडक्टिंग कॉइल्स के बीच हमारे कैपेसिटिव कपलिंग के लिए इसका मतलब है इसमें प्रतिरोध भी है कुछ केपेसीटेन्स है Refer Slide Time 1656 तो यह वही है जो एक प्रेरक के लिए यह सटीक सर्किट है व्यावहारिक रूप से प्रेरक लेकिन आम तौर पर R w उस कॉइल इंडक्टिव कॉइल का प्रतिरोध है और Cw यह है कि हमारे बीच में हमारा कैपेसिटेंस हमारे व्हाटकॉल 2 वाइंडिंग के बीच कपलिंग कैपेसिटेंस कहती है कि यहाँ बहुत सारी वाइंडिंग हैं तो इसे कप Cw कपलिंग कैपेसिटर कहा जाता है इसलिए यह प्रेरक के लिए एक सटीक सर्किट है लेकिन वास्तव में Rw बहुत नगण्य है और Cw भी नगण्य है इसलिए केवल प्रेरक प्रतिरोध पर विचार करें आम तौर पर हमे समस्या के पर विचार न करें प्रारंभ करनेवाला के प्रतिरोध और अधिष्ठापन का पता लगाने पर विचार करें जो बाद में देखेंगे और Cw आमतौर पर हमारे लिए विचार नहीं करते हैं जहां तक हमारे सर्किट को सर्किट विश्लेषण माना जाता है Refer Slide Time 1746 तो चित्र 22 में जो हमने बताया था Rw को वाइंडिंग रेजिस्टेंस कहा जाता है और कैपेसिटेंस Cw को वाइंडिंग कैपेसिटेंस कहा जाता है तो Rw की उपस्थिति दोनों को एक ऊर्जा भंडारण उपकरण बनाती है क्योंकि प्रतिरोध होता है और फिर ऊर्जा अपव्यय उपकरण होता है क्योंकि प्रेरक स्टोर ऊर्जा को रोकनेवाला में गर्मी के रूप में नष्ट किया जा सकता है क्योंकि Rw और Cw बहुत छोटे होते हैं और इसलिए वे ज्यादातर मामलों में इसे नजरअंदाज किया जा सकता है इसलिए इसे नजरअंदाज करें अगला श्रृंखला और समानांतर प्रेरक है Refer Slide Time 1820 तो यह एक साधारण सर्किट है कि जो २३ में दर्शाया गया है N इंडक्टर्स के श्रृंखला संयोजन को दिखाता है जहां वोल्टेज v है L 1 L 2 L 3 सभी LN तक हैं सभी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं जो L 1 के पार इस वोल्टेज में प्रवाहित होता है v1 है और L2 vN में LN में इस तरह b2 है इसलिए यह N प्रेरक का श्रृंखला कनेक्शन है Refer Slide Time 1842 Refer Slide Time 1844 तो KVL लागू करें फिर लिखेंगे v v 1 प्लस v 2 तक v N इसे समीकरण 27 से जोड़ दें फिर v L 1 didt प्लस L 2 d 2 by didt प्लस L 3 didt और इसी तरह ऊपर LN didt तक L 1 L 2 L 3 सर्व सामान्य लें तो यह होगा didt या v L eq didt यह समीकरण 28 है जहां L L1 प्लस L 2 प्लस L 3 LN समीकरण 29 तक Refer Slide Time 1916 इसलिए समीकरण 24 श्रृंखला प्रेरक के बराबर समतुल्य दिखाता है यह एक प्रतिरोध की तरह है यह प्रेरक के मामले लिए यह श्रृंखला में एक अवरोधक की तरह है जब R1 R2 R3 सभी प्रतिरोध श्रृंखला में होते हैं इसे एक ही काम करते हैं लेकिन प्रेरक भी इसे जोड़ देता है तो यह एक समतुल्य सर्किट है और यह L eq L eq L 1 प्लस L 2 प्लस L 3 है और इसी तरह सभी इंडक्टर्स पर श्रृंखला प्रारंभ करनेवाला के लिए समकक्ष सर्किट में जोड़ते है Refer Slide Time 1943 तो श्रृंखला में प्रेरक ठीक उसी तरह संयुक्त होते हैं जैसे श्रृंखला में प्रतिरोधक Refer Slide Time 1950 तो अब N इंडक्टर्स के हमारे समानांतर कनेक्शन पर विचार करें जो कि चित्र 25 में दिखाया गया है प्रेरक के पास हमारे समान वोल्टेज है Refer Slide Time 1958 तो यह वोल्टेज है और यह L 1 L 2 L 3 से LN तक सभी इंडिकेटर्स समानांतर में जुड़े हुए हैं और यह विधुत धारा में प्रवेश कर रहा है i और फिर i1 i2 i3 सभी धारा में प्रेरक 1 प्रेरक 2 इस तरह से जा रहे है इसलिए किरचॉफ अगर KCL लागू करते हैं तो i i1 प्लस i2 iN तक होगा Refer Slide Time 2020 अगर इसे i i1प्लस i2 प्लस i3 to i N बनाते हैं और जानते हैं कि i i1 1L1 t 0 से tv dt प्लस i1 t 0 जो कि प्रारंभिक प्रेरक है या संधारित्र की तरह जो कुछ भी करता है वही काम प्लस 1L 2 टी 0 से t v dt प्लस i से t 0 और किस कॉल तक 1L N t 0 से t v dt प्लस i N t 0 Refer Slide Time 2047 अब अपने Whatcall की सभी शर्तों को एकीकरण t 0 से v dt से गुणा करके एकत्र करें यह 1L 1 प्लस 1L 2 प्लस से प्लस 1LN t 0 t t 0 से tv dt प्लस i1 t 0 प्लस i2 t 0 प्लस हमारे i N t 0 तक है या लिख सकता है i 1L eq t 0 to t v dt प्लस it 0 Refer Slide Time 2114 जबकि 1 L eq 1L 1 प्लस 1L 2 प्लस 1L 3 प्लस 1से LN तक यह उसी तरह है जब हमारा प्रतिरोध समानांतर में होता है जब R eq 1R 1 प्लस 1R 2 इसे रेसिस्टर के समान है और वहाँ प्रारंभिक चीज़ यह i t 0 i 1 t 0 प्लस i 2 t 0 तक i N t 0 यह समीकरण 31 है और यह समीकरण 32 है तो समानांतर में प्रेरक उसी तरह संयुक्त होते हैं जैसे समानांतर में प्रतिरोधक आगे 2 3 उदाहरण लेंगे Refer Slide Time 2145 तो जरा देखिए यह वह धारा है जो 001 हेनरी प्रारंभ करनेवाला के माध्यम से विधुत धारा है i t 5 t e से पॉवर 10 t एम्पीयर प्रेरक के पार वोल्टेज और उसमें संग्रहीत ऊर्जा का निर्धारण करें क्योंकि पता है कि v L didt और L को 0 बिंदु 0 1 हेनरी दिया जाता है और इसे 5 t हमारे व्हाट्स कॉल l e को पॉवर 10 t दिया जाता है दिया गया है इसलिए v हमारे व्हाट्स कॉल L d dt से i e Refer Slide Time 2220 तो अगर लेते हैं तो इसका व्युत्पन्न 005e से शक्ति 10 t प्लस 005 t 10 e से शक्ति 10 t तक हो जाएगा अगर यह v बराबर होगा तो 005 1 10 t e शक्ति - 10 t वोल्ट के बराबर है इसलिए संग्रहीत ऊर्जा आधा Li 2है Refer Slide Time 2338 तो आधा L यह हमारे i 2 है इसलिए 25 t 2 e की पॉवर 20 t तो यह मूल रूप से 0125 t 2 e से शक्ति - 20 t जूल है इसलिए यह सरल उदाहरण है अगला 1 5 मिली हेनरी प्रेरक के माध्यम से विधुत धारा का पता लगाते है यदि इसके पार वोल्टेज vt 30 t 2 है t 0 से अधिक और यह 0 से कम के लिए 0 है यह दिया गया है Refer Slide Time 2306 तो 0 t के भीतर संग्रहीत ऊर्जा को भी 05 सेकंड से कम 0 से अधिक निर्धारित करें इसे करने के लिए भी कहा जाता है Refer Slide Time 2317 तो जान लें कि i 1L t 0 to t vt dt plus i t 0 इसलिए दिया गया है कि L 5 मिली हेनरी तो यह घात के लिए 5 10 है - 3 हेनरी और हमारा 1 हमारा L जो 5 10 की पॉवर के लिए है - 30 से t तीसरा v 30 vt 30 t 2 दिया गया dt प्लस 0 यानी हमारे है यह 0 वास्तव में 0 क्योंकि जो कुछ भी vt दिया जाता है और यदि वोल्टेज पार हो जाता है तो अपने 5 मिली एम्पीयर का करंट पाएं क्योंकि vt 0 के लिए t से कम है इसलिए इस मामले में आपका i t 0 0 है Refer Slide Time 2356 तो यह 2000 t q एम्पीयर है इसलिए घात p v i p तीस t 2 2000 t घन 6 10 घात 4 t से घात 5 तक Refer Slide Time 2411 और संग्रहीत ऊर्जा तब दी जाती है यह 0 और 05 के बीच में पूछा गया है इसलिए इस 0 से 05 pdt p 6 10 कि घात 4 t को घात 5 में एकीकृत करें तो यहाँ स्थानापन्न करें और एकीकृत करें हमारा ओमेगा प्राप्त होगा 15625 जूल यह एक सरल उदाहरण सरल उदाहरण है Refer Slide Time 2435 अब एक और 1 यह है कि चित्र 26 dc स्थिति के तहत सरल सर्किट दिखाता है i v C v L और संधारित्र में किस कॉल में संग्रहीत ऊर्जा निर्धारित करता है तो क्या यह सरल सर्किट है यह दिया गया है और यह पता लगाना है कि dc स्थिति के तहत i v C v L का पता लगाना है यह i है और यह vC है और यह हमारा वोल्टेज है जो आपकी कॉल है और संधारित्र और प्रेरक में संग्रहीत हमारी v L और ऊर्जा को यह पता लगाना है Refer Slide Time 2505 तो सवाल यह है कि dc कंडीशन के तहत dc कंडीशन में Refer Slide Time 2511 हम कैपेसिटर को ओपन सर्किट से बदलते हैं dc के लिए बस संधारित्र के लिए देखा है और dc स्थिति के लिए प्रेरक शॉर्ट सर्किट होना चाहिए तो यह शॉर्ट सर्किट प्रेरक शॉर्ट सर्किट है इसका मतलब है इस 3 एम्पीयर में तो 3 एम्पीयर से कोई करंट नहीं बह रहा है क्योंकि यह ओपन सर्किट है कोई करंट नहीं बह रहा है तो फिर i क्या होगा यह 4 जमा 1 5 ओम और 10 वोल्ट है तो यह 10 बटा 5 होगा तो 2 एम्पीयर इसलिए i और वही स्थिति यह सरल श्रृंखला सर्किट है तो यहां कुछ भी नहीं बह रहा है इसलिए i और i L यह वही है तो i i L 10 अप 4 प्लस 1 2 एम्पीयर और v C कैपेसिटर के पार वोल्टेज वास्तव में यह है यह 1 हमारे और यह वोल्टेज v C है यह हमारा वोल्टेज है v C यहाँ कोई करंट नहीं बह रहा है तो मूल रूप से यह वास्तव में i बेहतर तरीके से लिख सकते है यह वास्तव में vC है और यह हमारी कॉल है कि i हमारा IL इस पर बह रहा है तो vC 1 i L और i L 2 एम्पीयर इसलिए v C मूल रूप से 2 वोल्ट होगा Refer Slide Time 2627 तो हम इसे स्पष्ट कर दे कि इसीलिए v C 2 वोल्ट अब ऊर्जा यहाँ संधारित्र में संग्रहीत ऊर्जा Wc आधा C v C 2 है तो क्या हमारि आधी पॉवर C को 01 10 दिया गया है 6 फैराड क्योंकि 01 माइक्रो फैराड तो फैराड v C २ वोल्ट या 2 2 जूल तो 02 माइक्रो जूल और वह प्रारंभ करनेवाला में हमारा आधा L i 2 होगा Refer Slide Time 2657 तो यह आधा 02 10 की पॉवर 3 से 2 2 होगा इसलिए WL 04 माइक्रो मिली जूल तो यह कॉल है जो कि हमारी ऊर्जा उस प्रेरक में संग्रहीत है तो अगला है यह समस्या एक और समस्या उत्पन्न करती है तो सरल समस्या यह सरल समस्या है तो इस चित्र में हम इस चित्र में देख सकते हैं Refer Slide Time 2721 तो यह आंकड़ा 2 -e को पॉवर 10 t मिली एम्पीयर दिया जाता है यदि इसकी प्रारंभिक स्थिति दी जाती है 1 मिली एम्पीयर प्रारंभिक स्थिति को खोजें i1 0 फिर vt फिर v 1 फिर v 2 t फिर i 1 t और i 2 t सभी को इसका पता लगाना होगा इसलिए यह सर्किट यहाँ दिया गया है Refer Slide Time 2741 यह सर्किट तब दिया जाता है जब 2 इंडक्टर्स समानांतर में होते हैं और ये 2 इंडिकेटर्स समानांतर में होते हैं इसका मतलब यह है कि यह प्रेरक और यह प्रेरक ये समानांतर का मतलब है कि समतुल्य इनडकटेंस 12 H 12 होगा जो 4 प्लस 12 से विभाजित होगा तो यह हमारा 3 हेनरी होगा और फिर 2 हेनरी श्रृंखला में एक अवरोधक की तरह पता लगाने के लिए है प्रेरक का मामला जो भी श्रृंखला समानांतर संयोजन प्रारंभ करनेवाला मामले के लिए रोकनेवाला के लिए किया गया है वह वही है और यह और फिर यह 2 हेनरी है तो 2 प्लस यह 3 समतुल्य हमारी वस्तु 5 हेनरी समकक्ष प्रेरक होंगे तो मुझे इसे स्पष्ट करने दें Refer Slide Time 2836 तो इस स्थिति में दिया गया है कि i t 2 e कि घात 10 t मिली एम्पीयर और i 2 0 दिया गया है 1 मिली एम्पीयर दिया गया है अब t 0 पर ज्ञात कीजिए कि t 0 यहाँ इस व्यंजक में t 0 रखें तो उस स्थिति में i 0 2 1 प्राप्त होगा इसलिए 1 मिली एम्पीयर Refer Slide Time 2903 इसलिए यदि इस नोड पर अपना KCL लागू करते हैं तो प्रारंभिक स्थिति के लिए लिख सकते हैं कि i 0 i 1 0 प्लस i 2 0 तो फिर और उनमें से 1 दिया गया है और हमने 0 की भी गणना की है ताकि अन्य 1 आसानी से प्राप्त कर सकें तो हमे इसे स्पष्ट करने दें तो i 0 है i मिल गया है और हमें 20 दिया गया है - 1 एम्पीयर इसलिए i 1 0 प्रारंभिक स्थिति जो कि हमारी प्रारंभिक धारा है जो 2 मिली एम्पीयर L eq के बराबर है Refer Slide Time 2945 हमने अभी गणना की है हम सिर्फ यह दिखाते है कि गणना कैसे करें यह 2 प्लस 4 124 प्लस बारह होगा यह 5 हेनरी होगा बस दिखाया गया है इसे इसलिए vt इसका मतलब है यह सर्किट है तो यह हमारा v है तो vt हमारा मतलब है कि अगर तुल्यता सर्किट को बनाये तो यह वास्तव में हमारा v है v बताता है vt प्लस और यह वास्तव में 5 हेनरी है और यह धारा i है Refer Slide Time 3018 तो इसीलिए और यह वास्तव में आपका L eq यह 5 हेनरी है तो हम इसे स्पष्ट कर दे ताकि vt L eq didt तो L eq 5 है और I 2 e घात 10 t मिली वोल्ट इसलिए यदि व्युत्पन्न को लिया जाए तो यह vt 50 e से घात 10 t मिली वोल्ट हो जाएगा Refer Slide Time 3049 अब इसलिए v 1 t 2 didt होगा हमारा मतलब है कि अगर यह व्हाटकॉल है तो यह 2 हमारा हेनरी है और वोल्टेज v 1 है तो यह 2 होगा जो कि हमारा L didt है तो यहाँ यह हमारा v 2 didt होगा यदि हमे पता हो कि यह दिया गया है तो यह घात के लिए 20 e है 10 t मिली वोल्ट अब क्योंकि v v 1 जमा v 2 इसलिए हमारा मतलब है कि यह 1 हमें यह वोल्टेज v 2 है जिसका अर्थ यहाँ दिया है Refer Slide Time 3131 यह वास्तव में वोल्टेज v 2 है जिसका अर्थ है कि इन पर और इन दोनों के बीच वोल्टेज v 2 है इसलिए यदि KVL लागू करें तो यह v v 1 प्लस v 2 होगा इसलिए हमे इसे स्पष्ट करने दे इसलिए हमारे v 2 v 2 t vt v 1 t vt ने पहले 50 e को घात 10 t और v 1 t 20 e से घात 10 t 30 e से पावर 10 t मिली वोल्ट i 1 टी 1 अप 4 0 से4 0 to v 2 dt प्लस i 1 0 होगा Refer Slide Time 3205 तो 30 बटा 4 और हमारा 0 से t e से घात v 10 t dt और i 1 0 2 अगर केवल साधरण इंटीग्रेट को हल करेगे तो i 1 2 i 1 t 275 075 e पावर 10 मिली एम्पीयर कृपया सरल करें इसे Refer Slide Time 3232 इसी तरह i 2 t 1बारह 0 से t v 2 dt प्लस i 2 0 के लिए तो यह 30 बटा बारह 0 से ते घात तक होगा 10 t यहाँ रखें v २ t प्लस आपका i 2 0 है यह ज्ञात है कि यह 1 है और फिर एकीकृत और सरल हो जाएगा i 2 t 075 प्लस 025 e की शक्ति 10 मिली एम्पीयर यह i 2 t है तो इस कैपेसिटर इंडक्टर्स विषय के साथ 1 और 2 का उदाहरण यहां दिया गया है Refer Slide Time 3302 उदाहरण 1 की तरह इसके लिए इसे हल करेंगे तो यह वही है जो इसे पढ़ रहे है और हम नहीं भी पढ़ते है सब कुछ यहां दिया गया है और उत्तर भी उत्तर दिया गया है यह उत्तर है यह उत्तर यहाँ दिया गया है Refer Slide Time 3313 तो यहाँ केवल एक ही समस्या है जो हम यहाँ दे रहे है और यही उत्तर है और यह हमारी समस्या है बहुत बहुत धन्यवाद हम फिर से लौटेगे Glossary शब्दकोष English Word Word Meaning Inductor इनडकटर प्रेरक Capacitor कैपेसिटर संधारित्र Current करंट विधुत धारा Resistance रेजिस्टेंस प्रतिरोधक Circuit सर्किट परिपथ Terminal टर्मिनल मार्ग Magnitudes मैग्निट्यूड परिमाण Path पाथ पथ Key point की पॉइंट मुख्य बिंदु